हैलो मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो कि समूह की गतिशीलताग्रुप डायनेमिक्स Group Dynamics को समझना है और यह इस विषय का भाग 2 है भाग 1 में मैंने समूहों के गठन के चरणों और समूह के गठन की प्रक्रिया के बारे में और समूह गतिकी की मूल परिभाषा के बारे में बहुत कम चर्चा की है भाग 2 में मैं आगे इससे संबंधित चर्चा करने जा रहा हूं समूह की गतिशीलता कुछ ऐसे अंक जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें कोई भी आगे की समझ के लिए नोट कर सकता है यहां मैं समूहों के प्रकारों पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए समूहों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है एक को औपचारिक और दूसरे को अनौपचारिक कहा जाता है जबकि औपचारिक समूह एक संगठन द्वारा स्थापित किया जाता है ताकि इसका एक लक्ष्य हो अनौपचारिक समूह का अनायास विलय हो जाता है औपचारिक समूह आम तौर पर 3 रूप के होते हैं जैसे कि कमांड समूहटास्क ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप इसलिए एक एक करके मैं इस प्रकार के समूहों के बारे में जानकारी लूंगा और डिस्कस करूंगा पहला प्रकार एक कमांड ग्रुप है यह संगठनात्मक चार्ट द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं और अक्सर पर्यवेक्षक और अधीनस्थों से मिलकर होते हैं जो उस पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करते हैं कमांड ग्रुप का एक उदाहरण एक बाजार अनुसंधान फर्म के सीईओ और अनुसंधान सहयोगी उसके या उसके अधीन हैं इसे कमांड समूह कहा जाता है इसका मतलब है कि उन्हें प्रदर्शन करने के लिए कुछ प्रकार के कार्य दिए गए हैं और इसके लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति है और उसके पास या उसके सहयोगी हैं और वे प्रदर्शन करने के लिए मान रहे हैं इसलिए इसे कमांड ग्रुप कहा जाता है दूसरा प्रकार है टास्क ग्रुप टास्क ग्रुप क्या है कार्य समूह में वे लोग शामिल होते हैं जो एक समान कार्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर लक्ष्यों की एक संकीर्ण श्रृंखला को पूरा करने के लिए सदस्यों को एक साथ लाया जाता है टास्क ग्रुप को आमतौर पर टास्क फोर्स के रूप में भी जाना जाता है संगठन सदस्यों की नियुक्ति करता है और लक्ष्यों और कार्यों को पूरा करने का काम सौंपता है इसलिए यह समूह बहुत सक्रिय है कुछ कार्य उन्हें सौंपे गए हैं और वे निश्चित समय सीमा के भीतर प्रदर्शन करने वाले हैं असाइन किए गए कार्यों के उदाहरण नए उत्पादों का विकास है यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है कभी कभी हम उत्पादन प्रक्रिया में सुधार या सेमेस्टर प्रणाली के तहत पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं आप में से बहुत सारे लोग महत्वपूर्ण सोच रखते हैं बहुत से नए विचारों की आवश्यकता होती है उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इतना आसान नहीं है टास्क फोर्स एक ऐसा बल या समूह है जिसे हम चुनौतियों का सामना करने के लिए मानते हैं और एक बार जब व्यक्ति चुनौती ले लेता है तो निश्चित रूप से यह प्रदर्शन करना आसान नहीं होता है किसी को कड़ी मेहनत करनी होती है विभिन्न स्रोतों से बहुत सारी जानकारी लेने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है जूनियर वरिष्ठ अधीनस्थों हर कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक हो सकता है अन्य कमांड टास्क समूह होती हैं एडहॉक कमिटी प्रोजेक्ट ग्रुप्स और स्टैंडिंग कमिटी एडहॉक कमिटी एक विशिष्ट शिकायत को हल करने के लिए बनाई गई अस्थायी समूह हैं जो गठन में होती हैं कुछ अनुशासनात्मक समितियां बनाई जाती हैं और 3 4 सदस्य इस मामले को देखने के लिए एक समूह बनाते हैं और ये बातें बहुत सरल नहीं हैं काफी जटिल और आधारित हैं अपने अनुभव ज्ञान और ज्ञान के आधार पर उन्हें किसी प्रकार का निर्णय लेना होता है कार्य समूह ऐसे समूह हैं जिन्हें दिए गए समय के भीतर कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं और उन्हें प्रदर्शन करना होता है एक अन्य समूह होता है जिसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप क्या हैं यह संगठन द्वारा एक अनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है अब समय निर्दिष्ट नहीं है कार्यात्मक समूह वर्तमान लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद अस्तित्व में हैं और कार्यात्मक समूहों के उदाहरण एक विपणन विभाग एक ग्राहक सेवा विभाग या एक लेखा विभाग होगा तो जैसे ये फंक्शनल ग्रुप हैं किसी भी संगठन में स्थापना विभाग है लेखा विभाग है आप में से कुछ इस प्रकार के विभागों के विपणन आदि को जानते हैं इसलिए ये विभाग या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लोगों का समूह बना रहता है उन्हें दिए गए या दिए गए कार्य के कुछ प्रकार के कार्य करने के लिए तो इस प्रकार के समूह जिन्हें कार्यात्मक समूह कहा जाता है वे काम करते रहते हैं इसका कोई समय सीमा नहीं है जो निर्दिष्ट समय है कि उन्हें इस विशेष समय सीमा के भीतर कार्य करना है इसलिए ये समूह निरंतर काम करते रहते हैं और उनके पास निश्चित कार्य करना होता है और यही उनका कार्य है अनौपचारिक समूह संगठनों में एक मजबूत प्रभाव डाल सकते हैं जो या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं उदाहरण के लिए एक अनौपचारिक समूह बनाने वाले कर्मचारी या तो चर्चा कर सकते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में सुधार कैसे किया जाए या गुणवत्ता को खतरे में डालने वाले शॉर्टकट कैसे बनाए जाएं अनौपचारिक समूह रुचि समूह मैत्री समूह या संदर्भ समूह का रूप ले सकते हैं इसलिए जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि कुछ समूह जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वे औपचारिक समूह की श्रेणी में आते हैं लेकिन एक ही समय में आप जानते हैं कि कई लोग कुछ चीजों के लिए काम कर रहे हैं कुछ कारणों से अनौपचारिक रूप से और एक समूह भी है जो वे एक समूह में अनौपचारिक रूप से मिलकर काम करते हैं और अनौपचारिक समूह में भी आप में से बहुत से लोग इस उद्देश्य के आधार पर उप श्रेणियां जानते होंगे और उन्हें रुचि समूह मैत्री समूह या संदर्भ समूह की तरह कहा जाता है मैं इन समूहों पर बहुत कम चर्चा करूंगा पहले इंटरेस्ट ग्रुप है अब लोगों को एक समूह बनाने में आम दिलचस्पी हो रही है हित समूह आमतौर पर समय के साथ जारी रहता है और सामान्य अनौपचारिक समूहों की तुलना में अधिक समय तक रह सकता है हित समूहों के सदस्य एक ही संगठनात्मक विभाग का हिस्सा नहीं हो सकते हैं लेकिन वे कुछ अन्य सामान्य हित से एक साथ बंधे होते हैं जब लोग स्वाभाविक रूप से सामान्य रुचि रखते हैं तो वे एक साथ आते हैं और वे समूह बनाते हैं यही कारण है कि हम पाते हैं कि कुछ लोग अगर किसी चीज़ के लिए एक जैसी पसंद रखते हैं जैसे की खेल ताश खेलना कैरम बोर्ड खेलना अथवा साथ में घूमने और चिट चैटिंग करना कुछ लोगों को समझा जाता है कि लोग सिर्फ एक साथ बैठकर चुटकुले सुना रहे हैं और सिर्फ हंस रहे हैं तो उस तरह का मतलब है कुछ कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि इंटरेस्ट ग्रुप कहा जा सके वे बनते हैं क्योंकि उनके पास कुछ सामान्य हित हैं और यह बहुत दिलचस्प है कि लोग स्वचालित रूप से एक साथ आएंगे समूह के हितों का लक्ष्य और उद्देश्य प्रत्येक समूह के लिए विशिष्ट है और संगठनात्मक लक्ष्यों से संबंधित नहीं हो सकता है संगठनात्मक लक्ष्य से उनका कोई लेना देना नहीं है इंटरेस्ट ग्रुप का एक उदाहरण वे छात्र होंगे जो एक विशिष्ट कक्षा के लिए एक अध्ययन समूह बनाने के लिए एक साथ आते हैं कभी कभी आप जानते हैं कि कुछ लोग किसी संगठन कुछ विभाग शैक्षणिक संस्थानों में भी हो सकते हैं कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के कारण लोगों को समान रुचि दी क्योंकि वे एक साथ आते हैं और कुछ करने के लिए एक समूह बनाते हैं कुछ छात्र भी जैसा कि यहां बताया गया है एक साथ अध्ययन करने के लिए एक समूह बनाते हैं और यदि वे एक साथ आ रहे हैं तो वे एक साथ चर्चा करते हैं तो वे निश्चित रूप से अन्य छात्रों के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं इसलिए निश्चित रूप से एक समूह में काम करना अगर उन्हें एक समान हित है तो मदद करता है सामान्य हित समूह है और यह बहुत उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण है अन्य समूह सिर्फ मैत्री समूह हो सकता है कुछ मित्र समान लोग एक साथ आते हैं इसलिए मैत्री समूह ऐसे सदस्यों द्वारा बनाए जाते हैं जो समान सामाजिक गतिविधियों राजनीतिक विश्वासों धार्मिक मूल्यों या अन्य सामान्य बंधनों का आनंद लेते हैं सदस्य एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं और अक्सर इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए काम के बाद मिलते हैं इसका मतलब है कि दोस्ती समूह बन जाता है लोग दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वे कुछ पसंद करते हैं उनकी पसंद एक दूसरे में कुछ सामान्य हो सकती है ये कुछ उदाहरण हैं जैसे कुछ लोग कुछ राजनीतिक विश्वास रखते हैं वे उदाहरण के लिए किसी विशेष पार्टी में विश्वास रखते हैं इसलिए वे एक साथ आएंगे या बहुत से लोग अपने धार्मिक विश्वास के कारण एक साथ आएंगे आप जानते हैं कि धर्म एक ऐसी चीज है जिससे लोग बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और बहुत आसानी से वे इस विश्वास के आधार पर एक साथ आ जाते हैं इसलिए वे एक समूह बनते हैं और एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं जिसमें धर्म के विशेष क्षेत्र में कुछ प्रचारकों को आमंत्रित करने वाले जानकार व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है जो उनके ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं उनके कुछ सामान्य हित हैं और इस वजह से उनमें मित्रता विकसित होती है इसलिए इसे मैत्री समूह कहा जाता है उदाहरण के लिए अन्य मैत्री समूह उन कर्मचारियों की तरह हो सकते हैं जो मैत्री समूह बनाते हैं उनके पास एक योग समूह हो सकता है कुछ लोग जो योग करना जानते हैं वे एक समूह बनाते हैं यह 2 अलग अलग मामले हैं क्योंकि जब लोग समूह में योग कर रहे होते हैं तो शायद उन्हें एक दूसरे से बहुत प्रेरणा मिलती है और हर दिन वे किसी विशेष स्थान पर बैठक करते हैं और योग अभ्यास का प्रदर्शन करते हैं तो यह योग समूह है वे दोस्त बन जाते हैं और इसी तरह कभी कभी कुछ संगठन भी गठित होतेहैं जैसे कि कोलकाता में तेलुगु संघ की एसोसिएशन जैसे कि कई राज्यों में लोग किसी अन्य राज्य से आते हैं वे कुछ दोस्ती समूह बनाते हैं जहाँ सप्ताह के अंत में उनके पास कुछ सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिस पर वे चर्चा करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा और भोजन एक ऐसी चीज है जो आम तौर पर लोगों को बहुत ही सहज तरीके से एक साथ लाता हैं मैत्री समूह हर जगह बहुत आम हैं और कभी कभी आप किसी न किसी संगठन में जानते हैं और जहां परिवार एक साथ रहते हैं कुछ महिलाएं इस किटी पार्टी का निर्माण करती हैं और एक सप्ताह या एक महीने में वे कहीं एक साथ बैठते हैं और गपशप करते हैं और सिर्फ हंसते हैं पार्टी का आनंद लेते हैंतो इसे मैत्री समूह कहा जाता है और ये सभी अनौपचारिक हैं इनको किसी विशेष संगठन के साथ कुछ नहीं करना है एक और बहुत दिलचस्प समूह है संदर्भ समूह एक संदर्भ समूह एक प्रकार का समूह है जिसका उपयोग लोग स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं संदर्भ समूहों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मान्यता और सामाजिक तुलना की तलाश करना है सामाजिक सत्यापन व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण और मूल्यों को सही ठहराने की अनुमति देता है जबकि सामाजिक तुलना व्यक्तियों को दूसरों की तुलना करके अपने कार्यों का मूल्यांकन करने में मदद करती है इसलिए लोग दूसरों के साथ तुलना करते रहते हैं कि वे क्या कर रहे हैं दूसरे क्या कर रहे हैं वे कैसे बेहतर कर सकते हैं कैसे वे कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं वे अपने समाज के लिए अपने समुदाय के लिए क्या कर सकते हैं इस तरह की सभी बातों पर चर्चा की जाती है संदर्भ समूहों के सदस्यों के व्यवहार पर एक मजबूत प्रभाव होता है ऐसे समूह स्वेच्छा से गठित परिवार होते हैं दोस्तों और धार्मिक संबद्धता अधिकांश व्यक्तियों के लिए मजबूत संदर्भ समूह होते हैं इसलिए पारिवारिक मित्र और धार्मिक संबद्धता तो बेशक ऐसे लोग हैं जो सामान्य दोस्त हैं इसलिए वे एक साथ आते हैं और वे एक समूह बनाते हैं जिसे संदर्भ समूह कहा जाता है अब समूह के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करते हैं इसलिए मैं इस बात पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा कि आमतौर पर कौन से कारक हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए जिससे समूह व्यवहार प्रभावित होगा समूह की सफलता या विफलता कई कारकों पर निर्भर करती है लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं पहला यह है की एक समूह के सदस्य संसाधन हैं जिसका अर्थ है इसमें संरचना समूह का आकार समूह भूमिकाएं समूह मानदंड और समूह सामंजस्य शामिल हैं अन्य एक समूह प्रक्रिया है जैसे संचार प्रक्रिया कैसे लोग समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया शक्ति की गतिशीलता का संचार कर रहे हैं जो उस समूह में किस तरह की शक्ति है और फि र समूह के सदस्यों के बीच परस्पर विरोधी संपर्क है और दूसरा समूह कार्य है जो जटिलता और अन्योन्याश्रय है तो ये समूह व्यवहार हैं समूह सदस्य प्रक्रिया से शुरू करते हुएजो पहले विषय सदस्यों का ज्ञान क्षमताए कौशल और व्यक्तित्व विशेषतायों जो सुजनता आत्मा निर्भरता और आजादी वो साधन है जिन्हे समूह के सदस्य अपने आप मे लाने है सफलता इन संसाधनों पर कार्य के लिए उपयोगी के रूप में निर्भर करती है तो ये उपयोगी संसाधन ज्ञान हैं अब कुछ लोगों को निश्चित रूप से समूह में अच्छा ज्ञान हो रहा है जो अनुभव सहायता में मदद करेगा अनुभवी लोग हमेशा एक समूह में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिसे वे साझा कर सकते हैं और अपने ज्ञान के साथ अपने अनुभव से समूह को लाभान्वित किया जा सकता है इसलिए ये चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं समूह की संरचना के लिए 2 चीजें होती हैं वह है समूह आकार और समूह भूमिका समूह का आकार 2 लोगों से शुरू होकर बहुत बड़ी संख्या के लोग भी हो सकते है इसका मतलब यह है कि समूह के सदस्यों की संख्या से संबंधित ऐसी कोई सीमा नहीं है कि समूह में कितने सदस्य होने चाहिए सिर्फ 2 या अधिक एक समूह बना सकते हैं लेकिन यह सलाह दी जाती है कि छोटे समूह बेहतर हैं यह बेहतर प्रदर्शन करेंगे क्योंकि छोटे समूहों में संघर्ष की संभावना कम होगी इसलिए 2 से 10 के छोटे समूह को अधिक प्रभावी माना जाता है क्योंकि प्रत्येक सदस्यों के पास समूह में भाग लेने और गतिविधि में संलग्न होने का पर्याप्त अवसर होता है बड़े समूह प्रक्रियाओं पर निर्णय लेकर समय बर्बाद कर सकते हैं और यह तय करने की कोशिश करते हैं कि आगे किसे भाग लेना चाहिए यदि समूह बहुत बड़ा है तो जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि हर कोई अपनी राय रखेगा और उनके बीच अंतर होगा और उनकी पसंद और नापसंद होगी इसलिए टकराव की संभावना अधिक होगी इसलिए छोटे समूहों का प्रबंधन करना और कुछ जिम्मेदारियों को सौंपना हमेशा अच्छा होता है इसलिए समूह का आकार भी मायने रखता है जैसा कि कोई भी समझ सकता है कि यदि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है यह कहा जाता है कि साझा जिम्मेदारी किसी की जिम्मेदारी नहीं है इसलिए अगर यह बहुत बड़ा हो रहा है तो यह भी अच्छा नहीं है दूसरा समूह भूमिकाएं है भूमिकाएं हमेशा पूर्व निर्धारित होतीहैं और सदस्यों को सौंपी जाती हैं प्रत्येक सदस्यों को प्रदर्शन करने के लिए एक निश्चित प्रकार की भूमिका दी जाती है प्रत्येक भूमिका में विशिष्ट जिम्मेदारियां और कर्तव्य होंगे हालांकि उभरती भूमिकाएं भी होती हैं जो समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से विकसित होती हैं इसलिए लोगों के स्वभाव व्यवहार ज्ञान के अनुभव के आधार पर यदि उन्हें किए जाने वाले उचित कार्य को सौंपा जाता है तो निश्चित रूप से यह बहुत प्रभावी होने वाला है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि सही व्यक्ति को सही तरह की जिम्मेदारी दी जाए फिर आते है समूह मानदंड मानदंड समूह के सदस्यों द्वारा साझा स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार के स्वीकार्य मानकों या सीमाओं को परिभाषित करते हैं वे आम तौर पर समूह के अस्तित्व को सुविधाजनक बनाने व्यवहार को अधिक अनुमानित बनाने शर्मनाक स्थितियों से बचने और समूह के मूल्यों को व्यक्त करने के लिए बनाए जाते हैं समूह मानदंड बहुत स्वीकार्य मानक या व्यवहार की सीमाएं हैं समूह में क्या मानदंड होने चाहिए जो स्वीकार्य अथवा अस्वीकार्य हो इस पर चर्चा होनी चाहिए यदि यह स्वीकार्य नहीं है तो इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए लेकिन कोई व्यक्ति विभिन्न कारणों से लगाने की कोशिश कर रहा है तो शायद लंबे समय में यह मदद करने वाला नहीं है लोगों के पास बहुत सारे परस्पर विरोधी विचार स्थितियां होंगी और वे बहुत रचनात्मक चीज़ों के साथ नहीं आएंगे इसलिए मानदंड ऐसा होना चाहिए जो सदस्यों को स्वीकार्य हो सामंजस्य यह बहुत महत्वपूर्ण है समूह के सदस्यों के संबंध को संदर्भित करता है या एकता में एक संघ की भावना एक दूसरे के लिए आकर्षण की भावना और समूह का हिस्सा बने रहने की इच्छा होनी चाहिए कई कारक समूह सामंजस्य की मात्रा को प्रभावित करते हैं समूह के लक्ष्यों पर समझौता बातचीत की आवृत्ति व्यक्तिगत आकर्षण अंतर समूह प्रतियोगिता अनुकूल मूल्यांकन वगैरह तो सामंजस्य एक ऐसी चीज है जो समूह की गतिशीलता में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर समूह में एक दूसरे के लिए आकर्षण की भावना मिलन की भावना एकता की भावना है कि आप एकजुट हैं तो हाँ हम अलग अलग कारणों से नहीं कर रहे हैं लेकिन हम समूह के कुछ कारण के लिए कर रहे हैं और अगर इस तरह की बात है तो प्रत्येक समूह के सदस्य के मन में यह प्रेरणा है तो निश्चित रूप से यह मदद करने वाला है अब समूह प्रक्रियाएँ पर आते हैं एक समूह द्वारा निर्णय लेना बेहतर है क्योंकि समूह अधिक जानकारी उत्पन्न करता है और ज्ञान विविध विकल्प उत्पन्न करता है समाधान की स्वीकृति बढ़ाता है और वैधता बढ़ाता है इसमें प्रक्रियाओं में संचार संघर्ष प्रबंधन और नेतृत्व भी शामिल है तो ये समूह प्रक्रिया से संबंधित हैं जहां संचार प्रक्रिया कह सकती है संघर्ष प्रबंधन प्रक्रिया है और नेतृत्व का मतलब है कि नेता कौन होगा समूह प्रक्रिया से संबंधित ये सभी एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे अब इससे पहले कि मैं समाप्त करूँ मैंने पहले ही समूह प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया है और मैं बस वापस जा सकता हूं और बस १ या २ चीजें दोहरा सकता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है यह सामंजस्य अथवा समूह का आकार है ये चीजें वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं हमेशा यह ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए कि समूह और संचार और हैंडलिंग प्रक्रिया में सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण है जहां तक परस्पर विरोधी स्थितियों का संबंध है आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वास्तव में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए संघर्ष अपरिहार्य है इसे टाला नहीं जा सकता और 2 लोगों को कम से कम शुरुआत में एक ही तरह की समझ नहीं होगी और यह अच्छी भी है क्योंकि जब लोग चर्चा कर रहे हैं और कुछ विचारों के साथ आ रहे हैं तो कुछ नए विचार आ सकते हैं तो यह हमेशा एक मौका है कि कोई व्यक्ति कुछ बेहतर कुछ अलग कर सकता है जो संगठन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है कंपनी के लिए उद्योग के लिए लाभकारी हो सकता है नए विचारों का हमेशा स्वागत करें क्योंकि ऐसा नहीं है कि अहंकार की समस्या के कारण और कुछ अन्य चीजों के कारण लोगों के विचारों को कम आंका जाये ऐसा नहीं होना चाहिए अगर कुछ नया यहां तक कि व्यक्ति जूनियर भी हो सकता है भले ही वह व्यक्ति नया हो लेकिन यदि वह कुछ ऐसा कह रहा हो जो वास्तव में अच्छा है जो वास्तव में विचार करने योग्य है तो उसका हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए और यदि समूह के सदस्य इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से वे दिए गए कार्य को करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने समूह की गतिशीलता से संबंधित बहुत चर्चा की है और कुछ निश्चित अंक हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है संचार के एक छात्र होने के नाते मैं इस बात पर फिर से जोर दूंगा कि संचार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इसलिए अब मैं यह निष्कर्ष निकालना चाहूंगा कि समूह की गतिशीलता का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि यह पता लगाने में मदद करता है कि समूह के भीतर संबंध कैसे बने हैं और यह वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है संबंध बनाना इतना आसान नहीं है रिश्ते तोड़नाब्रेकिंग रिलेशनशिप बहुत सरल बहुत आसान होता है रिश्ता तोड़ने के लिए 1 या 2 शब्द ही काफी हैं लेकिन संबंध बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है और प्रत्येक प्रकार के निर्माण संबंध के लिए जैसा कि मैंने पहले ही अपने व्याख्यान में संचार की भूमिका का उल्लेख किया है संचार व्यवहार और शैली बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यह पता लगाने में मदद करता है कि समूह के भीतर संबंध कैसे बने हैं और समूह के सदस्यों के भीतर बल कैसे कार्य करते हैं यह समूह के गठन को पहचानने में मदद करता है और यह भी बताता है कि समूह को कैसे संगठित नेतृत्व और बढ़ावा देना चाहिए ये चीजें समूह की गतिशीलता संबंध संचार और गठन और संगठन से बहुत महत्वपूर्ण हैं और यह कैसे नेतृत्व किया जा सकता है और इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इसलिए समूह व्यवहार प्रकृति में अद्वितीय है अब मानव व्यवहार स्वयं एक बहुत ही जटिल व्यवहार है क्योंकि कई बार यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि व्यवहार अथवा मानव स्वभाव एक ऐसी चीज है जो कल तक किसी का व्यवहार बहुत अच्छा होता है लेकिन एक सुबह हम पाते हैं कि वह बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ बहुत जटिल है इसलिए बहुत सावधान रहें हमें बहुत सतर्क रहना होगा इसलिए समूह व्यवहार लंबे समय तक समूहों में प्रकृति में अद्वितीय है न केवल एक विशिष्ट समय सीमा में किसी विशेष कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है बल्कि लोग औपचारिक और सतही बातचीत से गहरी और सार्थक व्यक्तिगत बात की ओर बढ़ना चाहेंगे कई बार लोग कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें समूह में बहुत महत्वपूर्ण हैं जो संचार है लेकिन आप जानते हैं कि संचार प्रभावी हो सकता है सफल हो सकता है लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सार्थक होनी चाहिए और वास्तव में जीवन सार्थक होना चाहिए लोगों का कहना है कि जीवन सफल होना चाहिए और संचार निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जहां तक सफलता का संबंध है क्योंकि जीवन में सफलता और असफलता बहुत हद तक हमारे संचार व्यवहार पर निर्भर करती है इसके कई अन्य कारक भी हैं लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि सफलता और असफलता काफी हद तक किसी के संचार व्यवहार पर निर्भर करती है यह व्यक्ति जीवन को सफल बना सकता है व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से अपने कई अन्य माध्यमों से हासिल कर सकता है लेकिन जीवन सार्थक होना चाहिए यहाँ सार्थक जीवन का अर्थ क्या है सार्थक जीवन का अर्थ है कि क्या वास्तव में हम अपने जीवन का आनंद लेने में सक्षम हैं या नहीं एक व्यक्ति बहुत सफल हो सकता है लेकिन जब तक कि वह अपने या अपने परिवार के सदस्यों के साथ दोस्तों समाज के साथ उस सफलता को साझा करने में सक्षम नहीं हो जाता है उसे सराहना मिल रही है वह वास्तव में जीवन का आनंद ले रहा है एक बोझ नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी बहुत सारी संपत्ति प्राप्त करने समाज में बहुत प्रतिष्ठा की स्थिति प्राप्त करने के बावजूद एक व्यक्ति का आनंद लेने में सक्षम नहीं है इसलिए आनंद लेने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आनंद लेने में सक्षम है तो केवल एक ही कह सकता है कि जीवन सार्थक है जीवन में एक उद्देश्य है और जीवन का उद्देश्य क्या है जिसे हम सभी खुश रहना चाहते हैं और खुशी एक ऐसी चीज है जो शायद इस भौतिकवादी उपलब्धि से नहीं आ सकती है कुछ का विस्तार यह हमारे जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन हमारे भीतर खुशी लाने के लिए मुझे यह कहना होगा कि हमें थोड़ा आध्यात्मिक होना चाहिए आध्यात्मिक दिमाग वाले लोग सोचें कि जीवन का उद्देश्य क्या है हम यहां क्यों हैं आपको शरीर का यह मानव रूप क्यों मिला है उद्देश्य क्या है इस जीवन का उद्देश्य क्या है अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो जीवन में अर्थ आ जाएगा इसलिए इन औपचारिक चीजों के समूह में लोग औपचारिक और सतही बातों पर जाएंगे वे गहरी और सार्थक व्यक्तिगत बातचीत करेंगे और औपचारिक रूप से वे स्वयं का खुलासा करेंगे जब लोग अनौपचारिक हो जाएंगे यहां मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि यह अनौपचारिक चर्चा औपचारिक चर्चाओं की तुलना में अधिक प्रभावी और शक्तिशाली है जब भी हम कई बार एक बैठक कर ने जा रहे हैं तो ऐसा होता है कि कुछ सदस्य आपस में अनौपचारिक रूप से कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं और तैयार होते हैं इसलिए ये बातें वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हैं कि बैठकों से पहले और बाद में क्या हो रहा है कैसे लोग किसी तरह के लोगों के समूह के बीच आपस में चर्चा कर रहे हैं स्व प्रकटीकरण आम तौर पर कहा जाता है एक पारस्परिक है अगर मैं किसी से कुछ प्रकट करता हूं तो यह उम्मीद की जाती है कि अन्य पक्ष भी खुलासा करेंगे अगर मैं कुछ समस्या अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्या अपने कुछ रहस्य कुछ अपने भीतर की भावनाओं को प्रकट कर रहा हूँ तो यह उम्मीद की जाती है कि दूसरा पक्ष भी यही काम करेगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो शायद ऐसा नहीं हो रहा है शायद यह उचित तरीके से नहीं हो रहा है तो यह आत्म प्रकटीकरण नहीं है इसलिए उनके पास आत्म प्रकटीकरण होगा और समूह के सामने किसी भी कार्य या उद्देश्यों पर अपनी बात को केंद्रित करेगा इसलिए अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से कई बार यह बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है जो आमतौर पर औपचारिक समूहों में किया जाता है हमारे जीवन में यह काफी महत्वपूर्ण है अनौपचारिक बैठकों अनौपचारिक समूह चर्चा चीजों को देखने का अनौपचारिक तरीका भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीजें वास्तव में समूह गतिशीलता अनौपचारिक बैठकों अनौपचारिक चर्चा आत्म प्रकटीकरण में मायने रखती हैं इसलिए औपचारिक लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य दिए गए कार्य को प्राप्त करने के लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये मानव स्वभाव और व्यवहार है कि एक बार जब हम किसी को पसंद करना शुरू करते हैं एक बार जब हम किसी पर विश्वास विकसित करते हैं तो एक बार हम किसी का सम्मान करते हैं किसी के संबंध में रहते है और जब हम संबंध देना शुरू करते हैं और संबंध बनाने लगते हैं तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं और दिए गए समय के भीतर समय सीमा के भीतर हम कर सकते हैं हम अपने कर्तव्यों अपने कार्य या लक्ष्य को हमें सौंप सकते हैं इसलिए इनके साथ मैं समूह गतिशीलता को समझने के अपने विषय को समाप्त करना चाहूंगा तो दोस्तों मेरे पिछले व्याख्यानों और आज के व्याख्यान के दौरान मैंने विभिन्न विषयों से संबंधित बहुत सारी बातों पर चर्चा की है लेकिन अंत में मैं अंत करूंगा कि ईमानदारी और मेहनत से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है इसे किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता है और हमेशा हमें हमारे जीवन मे अपने संचार व्यवहार और संबंध बनाने संबंध विकसित करने और संबंध बनाने या हासिल करने के लिए बहुत सतर्क रहना होगा इन के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद